पिछली कक्षा में हमने न्यूमैन और राजू के समाधान पर चर्चा शुरू की थी हम इसे पूरी तरह से कवर करने में सक्षम नहीं थे निरंतरता के लिए हम जल्दी से देखेंगे कि हमने आखिरी कक्षा में क्या चर्चा की है और मैंने उल्लेख किया था 1979 में न्यूमैन और राजू ने एक विस्तृत तीन आयामी परिमित तत्व विश्लेषण लिया और उस परिणाम के आधार पर 1981 में वे दो श्रृंखला बहुपद से मिलकर एक आनुभविक संबंध के साथ सामने आए थे और ये सम्बन्ध कुछ इस तरह दिखता है यह आपने अंतिम कक्षा में निर्धारित किया था और सिग्मा t तन्यता प्रतिबल को संदर्भित करता है और सिग्मा b बंकन प्रतिबल को संदर्भित करता है और हमने यह भी देखा है कि Q की गणना कैसे की जाती है यह ac 1 से कम या बराबर के लिए दिया जाता है साथ ही 1 से अधिक के बराबर ac के लिए भी दिया जाता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ अधिकतम त्रुटि ac के सभी मूल्यों के लिए लगभग 013 प्रतिशत है फिर हम यह देखने के लिए आगे बढ़े कि ये फंक्शन क्या हैं एफ में M 1 M 2 M 3 के घटक हैं और ये भी परिभाषित थे ये सभी समीकरण अंतिम कक्षा में निर्धारित किए गए थे हमने f थीटा G साथ ही F w के फंक्शन को भी देखा है तब हम यह देखने के लिए आगे बढ़े कि फंक्शन H क्या है और आपको यह ध्यान देना होगा कि इंजीनियरिंग के अनुभव का उपयोग करते हुए न्यूमैन और राजू ने इस रूप में फ़ंक्शन H को व्यक्त किया H बराबर H 1 प्लस H 2 माइनस H 1 साइन घात p थीटा और p को 02 प्लस ac प्लस 06 गुणा a B के रूप में परिभाषित किया जाता है H 1 परिभाषित होगा 1 माइनस 034aB माइनस 011ac गुणा aB और H2 को लिखते हैं 1 प्लस G1 गुणा aB प्लस G2 aB व्होल वर्ग इस हद तक मुझे लगता है कि हमने इसे अंतिम कक्षा में देखा है और हमें G1 और G2 के फंक्शन को जानना होगा ये आगे परिभाषित हैं फ़ंक्शन G 1 को माइनस 122 माइनस 012 गुणा ac करके दिया जाता है तब फ़ंक्शन G2 को 055 माइनस 105 गुणा ac व्होल घात 34 प्लस 047 ac व्होल घात 32 के रूप में दिया जाता है आप जानते हैं कि यह एम्पिरिकल संबंध से युक्त घटकों की परिभाषा को पूरा करता है और आपको ध्यान देना चाहिए कि उसने तीन आयामी परिमित तत्व विश्लेषण किया था उसके आधार पर वह एक आनुभविक संबंध के अनुकूल था और संबंध इस प्रकार है KI बराबर KI सिग्मा t plus H सिग्मा b गुणा रूट पाई aQ और एक फ़ंक्शन जिसे aB अनुपात ac अनुपात cW अनुपात और थीटा द्वारा निर्धारित किया जाता है और आपको ध्यान देना होगा कि न्यूमैन और राजू ने रिपोर्ट किया है कि एम्पिरिकल संबंध है aB द्वारा पूर्ण सीमा के लिए परिमित तत्व गणना का 5 प्रतिशत और ac लेंगे 0 से 1 और 2cW 05 से कम रहेगा हमें नमूने की चौड़ाई को भी नोट करना होगा वह भी एक भूमिका निभा रहा है और आपको यह ध्यान रखना होगा कि उनके एम्पिरिकल मूल के बावजूद इन समीकरणों को व्यापक स्वीकृति मिली है और जब भी सतह की खामियों का सामना करना पड़ता है तो वे विभिन्न फ्रैक्चर संबंधित गणनाओं के लिए नियोजित होते हैं जहां तक सतह की खामियों का सवाल है तो आप हमेशा न्यूमैन और राजू के एम्पिरिकल संबंधों को देख सकते हैं और इसे अपनी गणना के लिए उपयोग कर सकते हैं विश्वास के उस स्तर को फ्रैक्चर समुदाय ने अपने परिणामों पर रखा है इसलिए हमने देखा है कि सतह दरारें व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने तीन अलग अलग पद्धतियों पर ध्यान दिया है इरविन द्वारा एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण था तब फ्रंट फ्री सर्फेस करेक्शन फैक्टर में सुधार हुआ था तब प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई के कारण सुधार कारक भी था और आपके पास दोष आकार मापदण्ड के रेखांकन थे तब हमने सतह दरारों के प्रत्यक्ष विश्लेषण पर भी ध्यान दिया था जहां लोगों ने झुकने के साथ साथ प्रतिबल के लिए अलग ग्राफ प्रदान किए हैं और अंत में हमने न्यूमैन और राजू के एम्पिरिकल संबंधों को देखा है Selection of Fracture Toughness for various types of cracks विभिन्न प्रकार की दरारों के लिए फ्रैक्चर टफनेस का चयन अब एक और महत्वपूर्ण पहलू जो हमें प्रतिबल तीव्रता कारक और उनकी भूमिका के संबंध में चर्चा करना होगा आपको यह भी देखना चाहिए कि हम विभिन्न समस्याओं के लिए किस तरह से फ्रैक्चर टफनेस का चयन करेंगे मान लीजिए कि मेरे पास एक मोटी दरार है और चर्चा के उद्देश्य के लिए दरार को बहुत नुकीले कोने के रूप में दिखाया गया है और आपके सामने दरार है यह सबसे सरल समस्या है और आइए हम देखते हैं कि दरार नोक क्षेत्र के पास उच्च स्थानीयकृत प्रतिबलों के कारण सामग्री किस तरह से प्रतिक्रिया करती है इसलिए आपके पास बहुत अधिक स्तर के प्रतिबल हैं यह आपके इलास्टिक समाधान प्रदान करता है इन उच्च स्थानीय तनावों को देखते हुए क्या होता है इस क्षेत्र में कोई संकुचन नहीं है इस क्षेत्र में वस्तु सिकुड़ना चाहती है और हमें यह देखना होगा कि यह संकुचन किस हद तक संभव है और इस क्षेत्र से आगे थोड़ा संकुचन है और इस क्षेत्र में क्या होता है तो मैं क्या करूंगा मैं एनीमेशन को दोहराऊंगा और आप उन विचारों के विभिन्न अनुक्रम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिनका हमने प्रतिनिधित्व किया है तो एक प्लेट है खींची हुयी दरार के साथ आप प्रतिबल के उच्च स्तर को देखते हैं फिर प्रतिबल के परिणाम के कारण वस्तु सिकुड़ना चाहती है और आप इस क्षेत्र में सामग्री को एक सिलेंडर के रूप में विचार करते हैं और हमें विभिन्न मोटाई की प्लेटों के लिए इस परिणाम को भी योग्य बनाना होगा बहुत पतली प्लेट में क्या होता है और मोटी प्लेट में क्या होता है ये दो चरम सीमाएं हैं जिन्हें हम देखेंगे जब आप हमेशा नोटिस कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रतिबल संकेंद्रण क्षेत्र होता है तो आप सामान्य रूप से द्विअक्षीय क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले एक एक अक्षीय क्षेत्र को देखते हैं लेकिन दरार की समस्याओं के मामले में मोटी प्लेटों के लिए आपको एक और पहलू पर भी विचार करना होगा हम पहले ही देख चुके हैं जब आप मानते हैं कि नुकीले दरार नोक सिग्मा y के बराबर सिग्मा x है यदि दरार कुंद है तो दरार नोक पर आपके पास सिग्मा x 0 होगा चर्चा के उद्देश्य के लिए हम विचार करेंगे कि दरार नोक नुकीला है तो आपके पास सिग्मा x सिग्मा y के बराबर है और अगर प्लेट पर्याप्त रूप से मोटी है तो आपको प्लेट की मोटाई दिशा में विकसित प्रतिबल भी होगा और वह nu गुणा सिग्मा x प्लस सिग्मा y के रूप में दिया जाता है और यदि आप स्ट्रेन को देखते हैं तो स्ट्रेन 0 होगा यदि आप प्रतिबल को देखते हैं तो यह nu गुणा सिग्मा x प्लस सिग्मा y होगा और बहुत अधिक स्थानीय प्रतिबल के कारण आपके पास दरार नोक पर अनिवार्य रूप से प्लास्टिक विरूपण होगा इसलिए जब हमारे पास दरार नोक पर प्लास्टिक विरूपण होता है तो पोइसन अनुपात को 05 के रूप में लेना समझदारी है तो एक अर्थ में मोटी प्लेटों में आपके पास दरार के पास प्रतिबल की त्रिकोणीय स्थिति होती है और उस क्षेत्र को यहाँ इंगित किया गया है तो दरार समस्याओं के मामले में प्रतिबल एकाग्रता के आसपास के क्षेत्र में उपयुक्त परिस्थितियों में प्रतिबल की त्रिकोणीय स्थिति हो सकती है और वह यह है वह मोटी प्लेट के लिए और पतली प्लेट के लिए चित्रित किया गया है और आप इस का एक साफ स्केच बना सकते हैं तो सतहों को छोड़ने वाली एक मोटी प्लेट में उस क्षेत्र का आंतरिक भाग प्रतिबल की त्रिअक्षीय स्थिति में होगा और आप पाते हैं कि मोटी प्लेट के मामले में नगण्य संकुचन है तो फ्रैक्चर अस्थिरता की दृष्टि से ऐसी समस्याओं में आपको क्या करना होगा आपको प्रतिबल की तीव्रता कारक की गणना करना होगा जब आपके पास एक मोटी प्लेट में दरार होगी फ्रैक्चर अस्थिरता के दृष्टिकोण से आपको यह जानना होगा कि फ्रैक्चर की कठोरता का क्या मूल्य है जो आपको लेना होगा हालांकि हम फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण पर एक अलग अध्याय होगा इससे संबंधित कुछ अवधारणाओं पर हमें पहले के अध्यायों में भी चर्चा करनी पड़ सकती है तो ऐसी समस्या में जहां आपके पास एक मोटी प्लेट है आपको समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा और मैंने पहले ही उल्लेख किया है समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस से कम है तो प्रतिबल तीव्रता कारक मूल्य का संयोजन और फ्रैक्चर टफनेस का चयन अंततः फ्रैक्चर अस्थिरता घटना को निर्देशित करता है दूसरी ओर एक पतली प्लेट के मामले में आपके पास एक स्वतंत्र संकुचन है और जो सिफारिश की जाती है आपको अपने फ्रैक्चर अस्थिरता गणना के लिए समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा मोटाई दरारों के माध्यम से देखने के बाद हमें यह देखना होगा कि आप इन सतह दरारों को कैसे संभालेंगे एक सतह और कोने की दरार के मामले में क्या होता है हम सभी जानते हैं कि इसमें एक वक्रीय दरार फ्रंट है और प्रतिबल तीव्रता कारक घुमावदार दरार फ्रंट के साथ बदलता रहता है और अगर आप वक्रीय दरार फ्रंट के करीब सामग्री के सिलेंडर पर विचार करते हैं तो आंतरिक क्षेत्र त्रिकोणीय स्थिति के प्रतिबल का सामना कर रहा है तुम्हें पता है यह एक छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है तो जब भी आपके पास त्रि अक्षीय बाधा है तो सिफारिश है आपको अपनी अस्थिरता गणनाओं के लिए समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा और जब आपको समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना पड़ता है तो आपको यह पहचानना होगा कि सतह की खामियां हमेशा खतरनाक होती हैं क्योंकि आप हमेशा मोटाई के किनारे की दरार के माध्यम से सतह की खराबी के प्रतिबल तीव्रता कारक की तुलना कर रहे हैं लेकिन एक बहुत पतली प्लेट में बढ़त दरार के लिए आप एक समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक सतह दरार है तो आपको एक समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा तो इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा सतह की दरारें हमेशा खतरनाक होती हैं देखें अब हमने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक को देखा है और यह बेहतर है कि हम अलग अलग दरार स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में एक तरह के ख़ास नियम का भी पता लगा लें इसलिए हम जाएंगे और उन परिणामों की समीक्षा करेंगे और हमने एक अनंत पट्टी में समान रूप से फैली हुई दरार के साथ चर्चा शुरू की है और हमने चर्चा की थी कि इससे आपको केंद्र दरार का नमूना मिलता है इस समाधान से आप एक किनारे वाले नुकीला नमूना भी प्राप्त करने में सक्षम हैं और एक दो किनारे वाले नुकीला नमूना या दरार नमूना भी Insights of SIF for various cracks विभिन्न दरारें के लिए एसआईएफ की अंतर्दृष्टि और जब आपके पास एक केंद्र दरार है तो हमने देखा था एक अनंत प्लेट में यह KI सिग्मा रूट पाई a के बराबर है एक परिमित प्लेट के लिए आपके पास aw का फंक्शन होगा यह परिणाम की रिपोर्ट के आधार पर aw अथवा 2a w किया जा सकता है जिस समय आप एक एज दरार पर जाते हैं हमने अपनी चर्चा से ध्यान दिया है एज दरार में सेंटर दरार की तुलना में अधिक प्रतिबल तीव्रता कारक होता है हमारे पास 112 का कारक था अनंत प्लेट के लिए यह इस तरह होगा एक परिमित प्लेट के लिए आपके पास परिणाम की रिपोर्ट के आधार पर aw अथवा 2a w से संबंधित एक फ़ंक्शन होगा दूसरी ओर जब मेरे पास एक एम्बेडेड वृत्त दोष होता है तो हमने क्या नोट किया दरार के मोर्चे पर प्रतिबल की तीव्रता का कारक स्थिर रहता है और एक अनंत प्लेट में एक केंद्र दरार की तुलना में प्रतिबल तीव्रता कारक कम है यह 064 गुना सिग्मा रूट पाई a है वृत्त दोष के बाद हम एक अण्डाकार दोष पर चले गए थे और केवल एक अण्डाकार दोष में हमने नोट किया कि प्रतिबल तीव्रता कारक दरार के मोर्चे पर बिंदु से बिंदु तक बदल सकता है और वह परिभाषा यहाँ दी गई है आपके पास सिग्मा रूट पाई aI 2 से विभाजित है और आपके पास थीटा से संबंधित एक फ़ंक्शन है और हमने यह भी नोट किया है जब आप थीटा निर्दिष्ट करते हैं तो दीर्घवृत्त पर बिंदु का पता कैसे लगाएं अगर मेरे पास इस तरह थीटा है तो आप एक सामान्य छोड़ देते हैं और इस बिंदु पर यह दीर्घवृत्त लगता है तो इस बिंदु के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक दिया जाता है एक एम्बेडेड अण्डाकार दोष से हम एक सतह दरार पर चले गए और यहाँ हमने उस अण्डाकार दोष के बारे में और किनारे की दरार के बारे में जो कुछ भी समझा था उसे एक्स्ट्रापोलेट किया था और सबसे सरल समाधान 112 सिग्मा द्वारा इस समाधान को बदल दिया गया था बाद में हमने दरार की लंबाई की परिभाषा में सुधार किया जिसे प्लास्टिसिटी सुधार के लिए संशोधित किया गया तब हमने न्यूमैन और राजू के एम्पिरिकल संबंध को भी देखा था लेकिन मूल रूप से आपको पहचानना होगा एक एम्बेडेड अण्डाकार दोष की तुलना में एक सतह दोष थोड़ा अधिक खतरनाक है और फिर हम एक कोने की दरार पर चले गए और कोने की दरार के लिए हमने पहचाना आपके पास इस तरफ एक स्वतंत्र सतह है और साथ ही एक और स्वतंत्र सतह है और हमने महसूस किया कि आपके पास KI इसके लिए बहुत अधिक है और आपने इसे 12 गुना सिग्मा रूट पाई a तक सरलीकृत किया है तो यह एक अर्थ में चर्चा एक सापेक्ष प्रशंसा को सामने लाती है कि आपको विभिन्न प्रकार की दरार पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए चाहे वे मोटाई दरार या आंतरिक वस्तु के माध्यम से हो या सतह पर या यह एक एम्बेडेड दरार हो आपके पास समग्र संरचनात्मक व्यवहार पर प्रतिबल तीव्रता कारक के प्रभाव को देखने के तरीके पर एक मोटा दृष्टिकोण है अब हम क्या करेंगे हम दरार नोक के आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक क्षेत्र के मॉडलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे और हमें यह देखना होगा कि इस सब के लिए क्या प्रेरणा है आप जानते हैं अनिवार्य रूप से हमने भंगुर सामग्री के संदर्भ में फ्रैक्चर यांत्रिकी पर चर्चा की है यही से ग्रिफ़िथ की शुरुआत हुई बाद में इसे इरविन और ओरोवन ने नमनीय सामग्रियों को संभालने के लिए बढ़ाया और जब आप जाते हैं और उस पर नज़र डालते हैं तो आपको जो सीखना होगा वह है हम उन सामग्रियों को भी देखना चाहते हैं जो सीमित प्लास्टिक विरूपण के साथ फ्रैक्चर हो जाते हैं एप्लाइड होने वाले प्रतिबल के स्तर पर होने वाले शुद्ध खंड यील्ड की तुलना में कम इस तरह हमने भंगुर सामग्री से तन्य सामग्री तक फ्रैक्चर यांत्रिकी के विस्तार की शुरुआत की है और आपको पहचानना होगा शुरू में फ्रैक्चर यांत्रिकी रैखिक इलास्टिक सामग्री व्यवहार पर केंद्रित थी और हमें इसमें पर्याप्त सफलता मिली सिद्धांत का प्रायोगिक अवलोकन के साथ मिलान किया जाता है तो रैखिक इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी की सफलता के साथ लोगों ने उन सामग्रियों के लिए भी सोचा जिनके लिए इस तरह के एक सन्निकटन अमान्य होंगे जो कौतुहल के रूप में भी बन गए हैं तो वह प्रेरणा है देखें आप अपनी समझ से दूर नहीं रह सकते हैं कि दरार नोक पर क्या होता है एनालास्टिक विकृति के कारण किसी प्रकार के मॉडलिंग की हमेशा आवश्यकता होती है क्योंकि आपको भंगुर पदार्थों से उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं तक जाना पड़ता है उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं से लेकर मध्यवर्ती मिश्र धातुओं तक भी जो प्लास्टिक के उचित स्तर का प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ आप क्या देखेंगे वे कौन सी तरकीबें हैं जो उन्होंने रैखिक इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के क्षेत्र में विकसित की हैं ताकि इस विश्लेषण को कुछ विशेष प्रकार की नमनीय सामग्रियों तक पहुंचाया जा सके बाद में अगर व्यापक प्लास्टिक विरूपण है तो आपको इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी की अवधारणाओं में लाना होगा अब हम क्या पहचानेंगे इन सभी पहलुओं का पता लगाने की प्रेरणा क्या है तो प्रेरणा रैखिक इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी का विस्तार है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एलईएफएम की सफलता के साथ ऐसी सामग्री जिसके लिए इस तरह का सन्निकटन अमान्य होगा उसपर भी ये लगाया जा सकेगा और एक और अवलोकन भी है इसने लोगों को उस दिशा में जाने के लिए भी प्रेरित किया है देखें संरचनात्मक घटक खुद एलईएफएम को मानने की संभावना होगी लेकिन फ्रैक्चर गुण प्रदान करने के लिए आवश्यक छोटे पैमाने के प्रयोगशाला प्रयोगों को इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा तो यह इसके लिए एक और कोण है लोग सेवा में किसी विशेष सामग्री को चिह्नित करने के लिए प्रासंगिक फ्रैक्चर मापदंडों का पता लगाना चाहते हैं तो यह एक और आयाम है कि क्यों लोग दरार नोक के पास प्लास्टिक क्षेत्र को संभालने के नए तरीकों की तलाश कर रहे थे आपको जो ध्यान देना होगा वह सामग्री जो पर्याप्त रूप से नमनीय और सख्त है कि दरार की वृद्धि के साथ प्लास्टिक की पैदावार की सीमा नमूना आयामों के साथ तुलना होगी तो यह लक्ष्य है यदि आपके पास इस तरह की स्थिति है तो आप कैसे जाएंगे और क्या करेंगे और जो शुरुआत में किया गया था यह 1958 में इरविन कीस और स्मिथ का काम था जो रैखिक इलास्टिक दृष्टिकोण की प्रयोज्यता को व्यापक बनाता था और एक प्लास्टिसिटी एन्हांस्ड प्रतिबल तीव्रता कारक प्रस्तावित करता था जिसमें दरार की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती थी देखिए आपको यह देखना है कि यह 1958 में इस तरह का काम था जब फ्रैक्चर यांत्रिकी प्रारंभिक दौर में था जहां इरविन द्वारा समूह के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान और नए विचारों का प्रस्ताव किया गया है और वे बहुत ही सरल संशोधन के साथ सामने आए थे उन्होंने जो कहा है वह आपको एक प्लास्टिसिटी एन्हांस्ड प्रतिबल तीव्रता कारक मिलना है इसमें उन्होंने क्या किया है हम पहले ही एक दरार की सतह के संदर्भ में देख चुके हैं दरार की लंबाई के बजाय क्योंकि उन्होंने दरार की लंबाई का एक छोटा सा विस्तार लिया था जो दरार नोक के पास प्लास्टिक विरूपण द्वारा निर्धारित होता है यह एक तरह का दृष्टिकोण था वेल्स और कॉटरेल द्वारा एक और तरह के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया था उन्होंने 1961 में इसे स्वतंत्र रूप से किया था उन्होंने इस उम्मीद में एक वैकल्पिक अवधारणा को आगे बढ़ाया कि यह सामान्य यील्डिंग की स्थिति से परे भी एप्लाइड होगी जब हम J इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे तो हम इसे ले लेंगे और इलास्टोप्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए एक और उपाय सीओडी दृष्टिकोण है हम बस देखेंगे कि ये दो दृष्टिकोण दरार नोक के पास प्लास्टिक विरूपण को समझने के लिए थे और इरविन के परिणाम से वेल्स ने दरार खोलने के विस्थापन का मूल्यांकन किया और यहां इसका उपयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है अब हमारे पास एक सचित्र विवरण है हम भी कुछ समय बिताएंगे थोड़ी देर बाद इरविन के दृष्टिकोण से आप कल्पना करते हैं कि दरार वास्तविक दरार से अधिक लंबी है वास्तविक दरार केवल यही है इसलिए नोक पर एक खुलने का रास्ता होगा जिसे सीओडी के रूप में लेबल किया गया है इसलिए लोगों ने नए मापदंडों को गढ़ा था विशेष रूप से प्रयोगशाला के परिणामों को लेने के दृष्टिकोण से वास्तविक संरचनात्मक घटकों के विश्लेषण के लिए उपयोगी इसलिए इस अध्याय में हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे इरविन ने क्या चर्चा की थी प्लास्टिक क्षेत्र का अनुमानित आकार क्या है और यह भी कि डगडेल ने दरार नोक के आगे प्लास्टिक विरूपण की सीमा का पता लगाने के लिए क्या मॉडल दिया है और इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें यह याद रखना सार्थक है कि फ्रैक्चर यांत्रिकी में समतल प्रतिबल और समतल प्रतिबल शब्दावली का उपयोग कैसे किया जाता है Plane stress and plane strain in fracture mechanics फ्रैक्चर यांत्रिकी में समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन यदि आप एप्लाइड यांत्रिकी में देखें तो इनका बहुत सटीक अर्थ है हम जानते हैं समतल प्रतिबल क्या है हमने प्रतिबल टेंसर के साथ साथ स्ट्रेन टेंसर को भी देखा है जिस समय आप यांत्रिकी में आते हैं ये कुछ हद तक शिथिल तरीके से एप्लाइड होते हैं आपको उसे पहचानना होगा और उसे अपने दिमाग में रखना होगा एप्लाइड यांत्रिकी के संदर्भ में समतल प्रतिबल से मतलब है कि प्रमुख प्रतिबल हमारे काम के समतल के सामान्य की दिशा में फंक्शन करता है और उसका मान छोड़ देने जितना छोटा है फ्रैक्चर में आप समतल प्रतिबल को क्या कहते हैं इसे इन समतल भार वाले पतले घटकों के लिए संदर्भित किया जाता है और हम एक और बात भी करते हैं हम कहते हैं कि मोटे घटक की सतह परत एक समतल प्रतिबल के रूप में व्यवहार करती है तुम्हें पता है कि यह कुछ असामान्य है यह फ्रैक्चर यांत्रिकी में कुछ अवधारणाओं को विकसित करने के लिए हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है इसलिए हमने फ्रैक्चर मैकेनिक्स के संदर्भ में समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन क्या है इसकी परिभाषा में थोड़ा बदलाव किया है इसलिए आपको पहचानना होगा कि एक अंतर है और आपको यह भी ध्यान देना होगा कि समतल प्रतिबल की स्थिति उत्पन्न होने के लिए सामान्य से समतल की दिशा में प्रतिबल प्रवणता का मान भी छोटा होना चाहिए यह स्थिति पतली प्लेटों में भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है यह केवल एक पतली प्लेट के लिए थोड़ी संतुष्ट होती है देखिए प्लास्टिक विरूपण के कारण पड़ोस वाला इलास्टिक ज़ोन उस हद तक विरूपित नहीं होगा तो आपके पास प्लास्टिक क्षेत्र के साथ साथ इलास्टिक क्षेत्र में तनाव कम्प्रेशन के प्रकार की स्थिति होगी तो आपके पास मोटाई दिशा में विकसित तनावों का ग्रेडिएंट होगा इसलिए फ्रैक्चर यांत्रिकी के संदर्भ में हालांकि हम कहते हैं कि समतल भार के अधीन पतली प्लेटें एक समतल प्रतिबल की स्थिति के बराबर हो सकती हैं एप्लाइड यांत्रिकी की परिभाषा से परिभाषा सही नहीं है यह केवल एक पतली प्लेट को लगभग संतुष्ट करती है निश्चित रूप से यह एक मोटे शरीर की सतह पर स्थितियों को संतुष्ट नहीं करता है आपके पास मोटाई दिशा में मौजूद ग्रेडिएंट हैं यह बिलकुल ठीक है क्योंकि हम एक बहुत ही जटिल समस्या को संभाल रहे हैं हमें आगे बढ़ना होगा Range of LEFMEPFM LEFM EPFM की सीमा इसलिए हमें कुछ अनुमान लगाने की जरूरत है जो हमारे प्रयास को सरल बनाते हैं और इससे पहले कि हम प्लास्टिक क्षेत्र की चर्चा करें हमने पहले से ही लेज़र इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी और इलास्टोप्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी की व्यापकता देखी है जो प्लास्टिक क्षेत्र पर आधारित है और आपको पहचानना होगा प्लास्टिक का क्षेत्र बहुत अधिक स्थानीय है जब आप आवर्धन करते हैं तभी आप देख पाते हैं और यह वह स्थिति है जो समतल प्रतिबल में उच्च स्ट्रेंग्थ वाले वस्तु में मौजूद है और समतल प्रतिबल में उच्च स्ट्रेंग्थ वाले वस्तु के मामले में आपके पास थोड़ा अधिक प्लास्टिक क्षेत्र है लेकिन प्लेट आयामों की तुलना में और दरार की लंबाई से भी प्लास्टिक जोन का आकार बहुत छोटा है तो केवल इन समस्याओं के वर्ग के लिए हम उपयुक्त अनुमान लगाएंगे और प्रतिबल तीव्रता कारक की गणना करने के हमारे तरीके के बारे में कुछ संशोधनों का पता लगाएंगे ताकि एलईऍफ़एम् को उच्च शक्ति वाले नमनीय मिश्र धातुओं के व्यापक वर्ग पर एप्लाइड किया जा सके जिस क्षण आपके पास बहुत अधिक प्लास्टिक क्षेत्र होगा आपको इलास्टोप्लास्टिक विश्लेषण के अंदर जाना होगा और अगर प्लास्टिक क्षेत्र दरार और अन्य नमूना आयामों की तुलना में बहुत बड़ा है तो आपको प्लास्टिक के ढहने के आधार पर विश्लेषण के लिए जाना होगा Small Scale Yielding छोटे पैमाने पर यील्ड यह हम पहले ही देख चुके हैं इसके लिए केवल समीक्षा की जाती है कि हम किस ज्ञान क्षेत्र में रहने वाले हैं हम इतने बड़े प्लास्टिक क्षेत्र की तरफ देखने भी नहीं जा रहे हैं हम बहुत छोटे प्लास्टिक जोन को देखने जा रहे हैं इसीलिए हमने इसे लघु यील्डइंग के रूप में चित्रित किया है हम जो भी चर्चा करते हैं वह इस पहलू के संतुष्ट होने पर ही एप्लाइड होती है आमतौर पर प्लास्टिसिटी प्रभाव अत्यधिक प्रतिबल वाले दरार नोक के आसपास के क्षेत्र में नगण्य माना जाता है यह छोटे पैमाने पर यील्डइंग के साथ मोटे वर्गों के लिए एक उचित धारणा है और हम इरविन के सुधार को देखने के बाद छोटे पैमाने पर यील्डइंग भी करेंगे समय के लिए आप विचार कर सकते हैं छोटे पैमाने पर यील्डइंग में प्रतिबल तीव्रता कारक द्वारा निर्धारित विलक्षण प्रतिबल क्षेत्र को प्लास्टिसिटी के क्षेत्र के बाहर प्रबल माना जाता है यह एक बहुत अच्छी धारणा है हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए एक धारणा बना रहे हैं जब तक यह धारणा वैध है तब तक हमारे प्रतिबल तीव्रता कारक गणना में कुछ सुधार पदार्थ के इस वर्ग को समायोजित कर सकते हैं इस तरह से आपको इसे देखना होगा और यहाँ जो याद दिलाया जाता है वह है फ्रैक्चर मैकेनिक्स आधारित इंजीनियरिंग डिज़ाइन संरचनाओं की भंगुर विफलता को देखता है एक भंगुर पदार्थ की तरह पूरी तरह से संरचना विफल हो जाती है लेकिन दरार नोक पर क्या होता है प्लास्टिसिटी प्रभाव की कुछ मात्रा भी यहाँ प्रभावी होती है और यह कैसे संभाला जाता है इस तरह से हमें इसे देखना होगा Methods of evaluating plastic zone प्लास्टिक क्षेत्र के मूल्यांकन के तरीके और प्लास्टिक क्षेत्र का मूल्यांकन कैसे करें यह एक बहुत ही कठिन पहलू है प्लास्टिक क्षेत्र के आकार और माप का उचित विवरण देना मुश्किल है हम सरलीकृत मॉडल को देखेंगे और आकार के निर्धारण का एक अर्थ है क्योंकि आप एक समतल स्ट्रेन की स्थिति और एक समतल प्रतिबल की स्थिति में जल्दी से तुलना करने में सक्षम होंगे और सभी मॉडलों में विश्लेषण को सरल बनाने के लिए आमतौर पर सामग्री को इलास्टिक पूरी तरह से प्लास्टिक माना जाता है वास्तव में कई सामग्रियां स्ट्रेन हार्डनिंग प्रदर्शित करती हैं हम एक सरल विश्लेषण के लिए उसपर विचार नहीं कर रहे हैं हम बस कहते हैं कि पदार्थ इलास्टिक पूरी तरह से प्लास्टिक है और क्या होता है दरार नोक पर प्लास्टिक क्षेत्र होने के कारण घटक की कठोरता कम हो जाती है यही अनुपालन बढ़ता है इसलिए केवल इस तरह के अवलोकन को समायोजित करने के लिए इरविन ने कहा कि दरार को गणितीय रूप से वास्तविक लंबाई की तुलना में अधिक लंबा होना है तो सवाल यह है कि उपयुक्त दरार की लंबाई के विस्तार का पता कैसे लगाया जाए यह कई तरीकों से किया जा सकता है हम एक बहुत ही सरल मॉडल को देखेंगे और फिर अपनी गणना में सुधार करेंगे तो सबसे तेज़ तरीकों में से एक है लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत ही कच्चा दृष्टिकोण यह है कि दरार अक्ष के साथ प्लास्टिक क्षेत्र की सीमा को केवल उस बिंदु को खोजने के लिए जिससे यील्ड मानदंड संतुष्ट हो हम कोई विस्तृत इलास्टो प्लास्टिक गणना नहीं करेंगे पाठ्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको ठोस यांत्रिकी की समीक्षा दी थी वहां आपने देखा था जब प्रतिबल समान होते हैं जब दो प्रमुख प्रतिबल दरार नोक पर समान होते हैं एक समतल प्रतिबल की स्थिति के साथ साथ एक समतल प्रतिबल की स्थिति जिसके लिए आपके पास पॉइज़न का अनुपात 1 से 3 है आपको यह बताने के लिए कहा जाता है कि यील्ड सिद्धांतों द्वारा दिए गए प्रतिबल के स्तर क्या हैं देखें कि क्या आप एक साधारण तनाव परीक्षण करते हैं आप एक एक अक्षीय परीक्षण कर रहे हैं और आपके पास विकसित प्रतिबल सिग्मा ys है लेकिन अगर मेरे पास बहु अक्षीय स्थिति है तो व्यक्तिगत प्रतिबल परिमाण यील्ड स्ट्रेंग्थ से बहुत अधिक होगा यह आपने वास्तव में ठोस यांत्रिकी की अपनी समीक्षा के हिस्से के रूप में देखा था और मैं अभी उस परिणाम का उपयोग करने जा रहा हूं और अगर मैं इस तरह के दृष्टिकोण का उपयोग करता हूं तो यह पता लगाने के लिए कि किस बिंदु पर यील्ड मानदंड संतुष्ट है जो बहुत बहुत कच्चा है फिर भी यह हमें समतल प्रतिबल और समतल प्रतिबल में सापेक्ष प्लास्टिक क्षेत्र के आकार की तुलना करने में मदद करता है और मैंने पहले उल्लेख किया था बाकी पाठ्यक्रम के लिए हम केवल एकवचन प्रतिबल क्षेत्र के बारे में चिंता करेंगे और तुम्हें पता है कि मैं इस दरार के लिए इस विलक्षण प्रतिबल क्षेत्र और अगर मुझे प्लास्टिक के क्षेत्र में जाना है और पता लगाना है तो पहला कदम है आपको प्रमुख तनावों का निर्धारण करना होगा Principal stresses at crack tip under Mode I loading मोड 1 भार के तहत दरार नोक पर प्रिंसिपल प्रतिबल अब आपके पास प्रतिबल क्षेत्र है आप जानते हैं कि इससे प्रमुख प्रतिबल का पता कैसे लगाया जाए मैं चाहूंगा कि आप इस पर काम करें और फिर मोड I स्थिति के लिए दरार नोक के पास प्रमुख तनावों के लिए अभिव्यक्ति की गणना करें आपके पास प्रतिबल क्षेत्र के लिए अभिव्यक्तियाँ हैं और प्रिंसिपल प्रतिबल की गणना करना आसान है इसलिए हम अब प्रिंसिपल प्रतिबल के लिए अभिव्यक्ति देखेंगे सिग्मा 1 को KIरूट 2 पाई r कॉस थीटा2 पाई r कॉस थीटा2 गुणा 1 प्लस साइन थीटा2 दिया गया है और सिग्मा 2 को KIरूट 2 पाई r कोस थीटा2 गुणा 1 माइनस साइन थीटा2 और समतल प्रतिबल की स्थिति में सिग्मा 3 का मान 0 है समतल स्ट्रेन स्थिति के मामले में जो कि मोटी प्लेटों में दिखाई देती है मेरे पास सिग्मा 3 है जिसे 2 nu KIरूट 2 पाई r cos थीटा2 किया गया है जब थीटा 0 के बराबर है तो आप पता लगा सकते हैं कि जब nu 05 के बराबर है तो यह आपके सिग्मा 1 सिग्मा 2 के समान होगा आपके पास यहां क्या है और यह दरार नोक के पास त्रिकोणीय स्थिति की व्याख्या करता है हमने इसे पहले सचित्र रूप में देखा था अब हम इसे गणितीय रूप से देख रहे हैं तो जिस क्षण आपके पास एक दरार है आपको यह पहचानना होगा कि त्रिकोणीय स्थिति संभव है यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण है यदि हमारे पास एक छेद वाली प्लेट है तो आप अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपके पास एक द्विअक्षीय प्रतिबल क्षेत्र है एक एक अक्षीय प्रतिबल फील्ड द्विअक्षीय प्रतिबल फील्ड में बदल जाता है जिस क्षण आपके पास एक दरार होती है वह एक त्रिअक्षीय स्थिति बन सकती है मान लें कि दरार नोक कुंद है दरार नोक पर होने के बजाय त्रिकोणीय स्थिति क्रैक्स नोक से थोड़ा आगे होगा इस तरह से आपको इसे देखना होगा और पदार्थ मॉडल क्या है जिसका हमने उपयोग किया है इलास्टिक पूरी तरह से प्लास्टिक और यील्ड मानदंड दो हैं आप यह जानते हैं बस समीक्षा के लिए हम इसे देख रहे हैं वॉन मिसेस मानदंड सभी तीन प्रमुख तनावों का उपयोग करता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 व्होल वर्ग प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 व्होल वर्ग प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 व्होल वर्ग की तुलना में अधिक या बराबर 2 सिग्मा ys वर्ग है यह यील्ड शक्ति है और आप चाहते हैं कि यह सिग्मा ys के भीतर हो यदि यह अधिक से अधिक है तो यील्ड कि प्रक्रिया होती है और जब आप ट्रेसका मानदंड पर जाते हैं तो आपको पहचानना होगा यह सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 नहीं है इसे सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम के रूप में लिखा गया है जिसे 2 से विभाजित किया गया है और यह फ्रैक्चर यांत्रिकी समस्या में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दरार नोक पर यदि आपको लगता है कि दरार नोक नुकीला है सिग्मा x सिग्मा y के बराबर है तो आप इसे प्राप्त कर रहे हैं इतना ही नहीं ये दोनों एक ही संकेत के हैं जब वे दोनों एक ही संकेत के होते हैं तो दूसरा न्यूनतम प्रतिबल शून्य होता है तो शून्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए जब आप प्रतिबल की स्थिति के फ्रैक्चर की समस्याओं के लिए ट्रस्का यील्ड मानदंड एप्लाइड कर रहे हैं तो आपको अधिकतम कतरनी प्रतिबल की सावधानीपूर्वक गणना करनी होगी तो एक बार आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 के मूल्यों को जान लेते हैं या तो इस मानदंड या इस मानदंड का उपयोग करके आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि प्लास्टिक क्षेत्र का आकार क्या है और यह सिर्फ एक सचित्र प्रतिनिधित्व देने के लिए है इलास्टिक पूरी तरह से प्लास्टिक से हमारा क्या मतलब है आप सामग्री के किसी भी प्रकार के सख्त होने पर विचार नहीं करते क्योंकि यह हमारे लिए गणना करने के लिए सरल है Simplistic model to get Plastic zone shape and size using Tresca and Von Mises Yield Criteria ट्रेस्का और वॉन मिसेज यील्ड मानदंड का उपयोग करके प्लास्टिक क्षेत्र आकृति और आकार प्राप्त करने के लिए सरलीकृत मॉडल अब जो प्लॉट किया गया है वह आपके पास है और मेरे पास यहाँ प्रतिबल के मूल्य हैं सिग्मा y और यदि आप अपने समतल प्रतिबल की स्थिति से गुजरते हैं तो जब आप यील्ड मानदंड का उपयोग करते हैं तो आप क्या पाते हैं सिग्मा y 3 गुना सिग्मा ys का बहुत अधिक मूल्य ले सकता है जब आपके पास पॉइसन का अनुपात 13 होता है एक साधारण तन्यता परिक्षण में देखें जब प्रतिबल सिग्मा ys तक पहुँचता है तब यील्ड होती है हमने एक दरार समस्या के मामले में देखा है आपके पास त्रिकोणीय भार की स्थिति है एक त्रिकोणीय भार स्थिति में खासकर जब आप समतल प्रतिबल की स्थिति पर विचार करते हैं तो व्यक्तिगत प्रतिबल परिमाण बहुत बहुत अधिक हो सकता है यह यील्ड शक्ति के मूल्यों के तीन गुना अधिक हो सकता है और आप यह भी परिभाषित करते हैं कि एक लंबाई है आप देख रहे हैं कि दरार अक्ष के साथ क्या होता है बस इस बिंदु को लंबाई के रूप में चिह्नित करें यह गलत है हम बाद में इसमें सुधार करेंगे पहले हमने कहा है कि हम केवल यील्ड की ताकत का पता लगाएंगे उसके आधार पर पता करें कि लंबाई क्या है इसके आधार पर पता करें थीटा के फंक्शन के रूप में क्या होता है यह प्लास्टिक क्षेत्र को आकार देगा जो बहुत बहुत अनुमानित है क्योंकि हम भार के पुनर्वितरण पर विचार नहीं कर रहे हैं हम केवल गणितीय रूप से उन बिंदुओं पर प्लग इन कर रहे हैं जो उन बिंदुओं पर पहुंचते हैं जो यील्ड स्ट्रेंग्थ मूल्य तक पहुंचते हैं यह शारीरिक रूप से नहीं होने वाला है लेकिन निश्चित रूप से यह दरार नोक के पास प्लास्टिक क्षेत्र का एक अनुमानित आकार देता है और rp निकल के आता है 118 पाई गुणा KIसिग्मा ys व्होल वर्ग और यह विशेष रूप से 13 के बराबर पोइसन के अनुपात के मूल्य के लिए है और जिस क्षण आप एक समतल प्रतिबल की स्थिति में आते हैं मैंने उस सिग्मा y को सिग्मा x के बराबर बताया था और दूसरा प्रतिबल है क्या अन्य प्रतिबल सिग्मा 3 0 है तो यह आपको बताता है आपको अधिकतम प्रतिबल जो देखना होगा वह केवल सिग्मा ys है और अगर आप इस ग्राफ में प्लाट करते हैं और उस बिंदु का पता लगाते हैं जहां यह सिग्मा ys तक पहुंचता है तो यह यहां है तो एक समतल प्रतिबल की स्थिति के मामले में दरार के आगे प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई बहुत लंबी है और यह 12 पाई गुणा KIसिग्मा ys व्होल वर्ग दिया जाता है तो एक बहुत ही सरल विश्लेषण ने एक समतल प्रतिबल के साथ साथ समतल स्ट्रेन के मामले में प्लास्टिक क्षेत्र के सापेक्ष महत्व को दिखाया है समतल प्रतिबल के मामले में प्लास्टिक जोन बहुत बड़ा है समतल स्ट्रेन के मामले में यह बहुत छोटा है यह देखने के लिए कि फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण करने के लिए उपयुक्त मोटाई क्या है यह तय करने के लिए इन चर्चाओं की आवश्यकता है निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सरल मॉडल है लेकिन एक सरलीकृत मॉडल का लाभ है हम भी जा सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि प्लास्टिक क्षेत्र का आकार क्या है उस पर नजर डालते हैं और यहां तक कि शुरू करने के लिए शीर्षक लगभग अनुमानित रूप से दिया जाता है इसलिए जो भी फंक्शन प्रणाली हमने दरार की धुरी के साथ प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई प्राप्त करने के लिए अपनाई है उसे क्षेत्र का आकार प्राप्त करने के लिए विस्तारित करें और जब आप क्षेत्र का आकार प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे एक ध्रुवीय भूखंड के रूप में बनाएं हमारे पास थीटा के संदर्भ में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए अभिव्यक्तियाँ हैं तो हम थीटा के एक फंक्शन के रूप में rp का मान माइनस पाई से पाई के रेंज में व्यक्त करेंगे और ध्रुवीय भूखंड खींच लेंगे समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन के लिए प्लास्टिक जोन की तुलना करने में हमारी मदद करेगा यही उद्देश्य है देखें कि क्या आपको वास्तव में प्लास्टिक क्षेत्र प्राप्त करना है या तो आपको एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर जाना चाहिए धातुविदों ने इसे किया है हम यह भी देखेंगे कि डगडेल मॉडल के संदर्भ में वे प्रयोगात्मक रूप से प्लास्टिक क्षेत्र के आकार में आ गए हैं अन्यथा आपको एक परिमित तत्व गणना संपूर्ण एलास्टोप्लास्टिक विश्लेषण जो आप करते हैं पर जाना होगा और आप इसे हर तरह के नमूने के लिए करते हैं क्योंकि ये सभी चीजें भार के साथ साथ नमूना के प्रकार पर भी निर्भर करती हैं अब हम जिस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं वह है समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन में इनकी सापेक्ष आकृतियों पर एक अनुमानित समझ आपको काफी ध्यान में रखना होगा तो यह आकार का केवल पहला आदेश सन्निकटन देता है क्योंकि फंक्शन प्रणाली भार को पुनर्वितरित करने का प्रयास नहीं करती है तो यह प्रमुख पहलू है और समतल प्रतिबल के मामले के लिए मैंने पहले ही आपका ध्यान आकर्षित किया था और यह मोहर के घेरे के मामले में आपके पास शून्य प्रतिबल है इस पर ध्यान दिया जाना है और आपके पास थीटा के एक फंक्शन के रूप में rp का मान है जो इस तरह से दिया जाता है और ये भाव अलग अलग यील्ड मानदंड के लिए बदल जाते हैं अगर मैं वॉन माइस का उपयोग करता हूं तो मुझे rp मिलता है 14 पाई गुणा KIसिग्मा ys व्होल वर्ग गुणा 1 प्लस 32 साइन वर्ग थीटा प्लस कास थीटा ठोस पदार्थों के हमारे अच्छी तरह से विकसित यांत्रिकी के लिए भी देखें विभिन्न यील्ड मानदंड अलग परिणाम प्रदान करते हैं इसलिए फ्रैक्चर यांत्रिकी में हम बहुत जटिल परिस्थितियों से निपट रहे हैं इसलिए आपको कई समाधानों को स्वीकार करना होगा आपको यह चुनना होगा कि कौन सा इसके लिए उपयुक्त है क्योंकि ठोस के यांत्रिकी में हम क्या समझते हैं कुछ सामग्री ट्रेसका यील्ड मानदंड का पालन करती है तो उन पदार्थों के लिए ट्रेसका यील्ड मानदंड एप्लाइड करते हैं कुछ पदार्थ वॉन माइस के यील्ड मानदंड को मानती है यह एक स्वीकृत अभ्यास है और अब हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि प्लास्टिक क्षेत्र का आकार समतल के प्रतिबल के साथ साथ समतल के स्ट्रेन के संबंध में भी भिन्न होता है और साथ ही वॉन माइस द्वारा यील्ड मानदंडों के आह्वान के संबंध में या ट्रेसका द्वारा यील्ड मानदंड के साथ भी और ट्रेस्का के लिए यह 12 पाई KIसिग्मा ys व्होल वर्ग गुणा कास थीटा2 1 प्लस साइन थीटा2 व्होल वर्ग मैं कोष्ठक नहीं पढ़ रहा हूँ आप समीकरण के अनुसार कोष्ठक लगाते हैं चूंकि आपके पास ये अभिव्यक्तियाँ हैं इसलिए आपके लिए ध्रुवीय प्लाट करना संभव है तो मैं क्या सराहना करूंगा आप एक प्रयास करें आप अपने कमरों में जाते हैं आपके पास अभिव्यक्ति है आप थीटा के कुछ मूल्यों की गणना करते हैं यह आकार कैसा दिखता है और अगली कक्षा में हम देखेंगे और जो मैं भी सराहना करूंगा वह यह है कि हमने इसे मोड I स्थिति के लिए विकसित किया है मोड II के साथ साथ मोड III के लिए समान अभिव्यक्ति प्राप्त करें और प्लास्टिक क्षेत्र के अनुमानित आकार के ध्रुवीय भूखंडों के साथ आने की कोशिश करें इसलिए इस कक्षा में हमने जो चर्चा की थी हमने न्यूमैन और राजू द्वारा सतह की दरारों के एम्पिरिकल संबंध पर दिए गए अंतिम एक्सप्रेशन को देखा है फिर हमने देखा कि दरार नोक के पास त्रिअक्षीयता कैसे होती है और किस तरह से हम फ्रैक्चर यांत्रिकी के संदर्भ में शब्दावली समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन का उपयोग करते हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में एप्लाइड यांत्रिकी परिभाषा और एक शिथिल परिभाषा के बीच अंतर क्या है तब हमने विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल की तीव्रता कारकों में एक अंतर्दृष्टि देखी हालांकि एक सतह दरार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक की तुलना मोटाई दरार के माध्यम से की जाती है मैं इसे इंगित करता हूं क्योंकि फ्रैक्चर अस्थिरता बिंदु से त्रिकोणीयता के कारण आपको सतह दरार के लिए समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा इसलिए आपको इसे अपने दिमाग में रखना होगा कि सतह की दरारें हमेशा खतरनाक होती हैं फिर हम दरार नोक से आगे प्लास्टिक क्षेत्र का निर्धारण करने पर चले गए विचार था कि पदार्थ बड़े वर्ग के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी का विस्तार करना है और लोगों ने सरल संशोधनों को देखा है और उस हद तक हम चले गए हैं और दरार अक्ष के साथ प्लास्टिक क्षेत्र के विस्तार का पता लगाने के लिए एक बहुत ही सरल मॉडल को देखा है और हम भी थीटा के एक फंक्शन के रूप में संबंध प्राप्त कर चुके हैं और मैंने इसे प्लॉट करने और अगली कक्षा के लिए आने के लिए कहा है धन्यवाद